नमस्कार तो पिछले कुछ सत्रों में हमने पैरामीटर के एक सेट के बारे में चर्चा की हमने z पैरामीटर के साथ शुरुआत की फिर हमने y पैरामीटर के बारे में बात की और फिर हमने h पैरामीटर के साथ साथ g पैरामीटर पर भी चर्चा की आज के सत्र में हम ट्रांसमिशन पैरामीटर के बारे में चर्चा करेंगे देखते हैं कि ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या है मूल रूप से ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं हैं जिन पर टर्मिनल वोल्टेज और करंट को डिपेंडेंट माना जाना चाहिए और जो डिपेंडेंट होना चाहिए हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और हम डिपेंडेंट पैरामीटर के रूप में वोल्टेज या करंट के किसी एक सेट को चुन सकते हैं और किसी भी सेट को हम एक डिपेंडेंट पैरामीटर के रूप में मान सकते हैं पसंद के आधार पर हम ऐसे पैरामीटर के कई सेट उत्पन्न कर सकते हैं हमने अपने पिछले व्याख्यानों में कुछ पैरामीटर की चर्चा की तो आज हम उन पैरामीटर के एक और सेट के बारे में चर्चा करेंगे जो इनपुट पोर्ट पर वैरिएबल को आउटपुट पोर्ट यानी से संबंधित होते हैं जो कि वे वैरिएबल हैं जो हमें इनपुट पोर्ट पर मिलते हैं आउटपुट पोर्ट वैरिएबल से संबंधित होगा जो है और पैरामीटर के इन सेटों को ABCD पैरामीटर के रूप में जाना जाता है या आप उन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर के रूप में भी कह सकते हैं अब ABCD पैरामीटर संचालित सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह माप देता है कि सर्किट कैसे वोल्टेज और करंट सोर्स से लोड को भेजता है तो यहां और के बीच संबंध महत्वपूर्ण है तो हम आज ABCD पैरामीटर पर चर्चा करेंगे तो हम सर्किट वेरिएबल के संबंध में इन ABCD पैरामीटर से कैसे संबंधित होंगे टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट के बीच संबंध को इन दो समीकरणों की मदद से स्थिर किया जा सकता है तो यहाँ इनपुट पोर्ट वोल्टेज जो है आउटपुट पोर्ट वोल्टेज और करंट के संदर्भ में लिखा जा सकता है और इसे परिभाषित किया गया है इसी तरह इनपुट पोर्ट करंट से संबंधित हो सकता है और हम लिख सकते हैं अब मैट्रिक्स रूप में हम लिख सकते हैं अब इस मामले में यदि आप देखें कि ABCD को कैपिटल T के रूप में लिखा जा सकता है और यह ट्रांसमिशन पैरामीटर को परिभाषित करता है तो या तो आप ABCD लिख सकते हैं या आप बस टी लिख सकते हैं दोनों ABCD पैरामीटर के एक ही सेट का प्रतिनिधित्व करेंगे अब ट्रांसमिशन लाइनों के विश्लेषण में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वे रिसीविंग एन्ड वोल्टेज और करंट के संदर्भ में सेंडिंग एन्ड वोल्टेज और करंट को व्यक्त कर रहे हैं तो इस विशेष प्रॉपर्टी के कारण हम उन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर के रूप में कहते हैं अब उपर्युक्त समीकरण जिसके बारे में हमने चर्चा की है वह आउटपुट वेरिएबल और के इनपुट वैरिएबल और से संबंधित है तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक हमने और के बीच के संबंध को दिखाया था यहाँ हम के विपरीत साइन पर विचार कर रहे हैं क्योंकि जब आप ट्रांसमिशन नेटवर्क देखते हैं तो आप साधारण पावर सिस्टम नेटवर्क लेते हैं जहाँ नेटवर्क के अंदर है और आउटपुट पोर्ट वोल्टेज है और करंट आम तौर पर सर्किट से बाहर जाता है इस विशिष्ट स्थिति के कारण और के बीच संबंध स्थापित करने के बजाय पावर सिस्टम नेटवर्क से संबंधित और के बीच संबंध स्थापित करता है तो हम आम तौर पर इस दिशा में विचार करते हैं लेकिन लोड के बाद से यदि आप कनेक्ट करते हैं तो करंट प्रदान करने के बजाय करंट खपत करते हैं यही कारण है कि ट्रांसमिशन पैरामीटर को करंट के साइन को उल्टा करके सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है तो हम यहां का उपयोग करते हैं इसके बजाय अब देखते हैं कि हम इन पैरामीटर की गणना कैसे करेंगे हम जिन पैरामीटर की गणना कर सकते हैं वे सेट करते हैं इसका मतलब है कि आप आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट या के रूप में सेट करते हैं इसका मतलब है कि आप आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट सेट करते हैं अब ABCD पैरामीटर के संदर्भ में हमने जो समीकरण देखे जो और से संबंधित हैं स्लाइड में दिखाया गया है अब इन समीकरणों में यदि आप सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आउटपुट सर्किट को ओपन सर्किट के रूप में सेट कर रहे हैं उस परिदृश्य में अब अगली स्थिति है जब आप सेट करते हैं इसका मतलब है कि आप आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट रख रहे हैं आपको मिलता है अब इन पैरामीटर का क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यदि आप A A को रिवर्स वोल्टेज गेन के अलावा कुछ भी नहीं देखते हैं तो B कुछ भी नहीं है लेकिन इम्पीडेन्स C एडमिटन्स है और D करंट गेन है तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि ट्रांसमिशन पैरामीटर इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच एक सीधा संबंध प्रदान करते हैं वे कैस्केड नेटवर्क में बहुत उपयोगी होते हैं इसका मतलब है कि अगर आपके पास कैस्केड फैशन में दो नेटवर्क जुड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां पैरामीटर हैं आंतरायिक पैरामीटर आप कह सकते हैं और आउटपुट में आपके पास वेरिएबल के रूप में हो सकते हैं ट्रांसमिशन पैरामीटर आपको उन मामलों में रिश्ते को स्थिर करने में मदद करेंगे जब आपके पास कैस्केड नेटवर्क होगा इस तरह के नेटवर्क का विश्लेषण हम अगले व्याख्यान को देखेंगे जब हम विभिन्न नेटवर्क के परस्पर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे हम उस विशेष पहलू को विस्तार से देखेंगे आज के व्याख्यान के लिए हम पहले पारेषण पैरामीटर के प्रमुख गुणों पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि वे गुण क्या हैं पहले हमें देखते हैं कि ABCD क्या परिभाषित करता है A आपका ओपन सर्किट वोल्टेज अनुपात होगा क्योंकि यह आप गणना करते हैं कि आप आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट के रूप में रखते हैं B नकारात्मक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेन्स है C ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटन्स है और D फिर से नकारात्मक शॉर्ट सर्किट करंट अनुपात है अब ABCD पैरामीटर के मामले में एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यदि आप यह देखना चाहते हैं कि दो पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकाल है या नहीं तो आपको इस स्थिति की मदद से पता लगाना होगा तो यदि हम कहेंगे कि सर्किट रेसिप्रोकाल है अब हम कैसे परिभाषित करेंगे ABCD की वैल्यू को निर्धारित करते हैं हम ABCD की वैल्यू को उसी तरह परिभाषित करेंगे जैसे हमने z y या h और g पैरामीटर के मामले में किया था इसका मतलब है कि हम पहले आउटपुट पोर्ट को खोलेंगे और फिर हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे और इसका पता लगाएंगे ABCD पैरामीटर का मान अब इसके विपरीत जो हमने अब तक चर्चा की है जिसका अर्थ है कि अब संबंध होगा के संबंध में होगा इसका मतलब है कि हम को डिपेंडेंट वेरिएबल और पर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में भी सेट कर सकते हैं उस स्थिति में जो संबंध हमें मिलता है उसे इनवर्स ट्रांसमिशन या इनवर्स टी पैरामीटर कहा जाता है हम इस संबंध को छोटे एबीसी की मदद से स्थापित करते हैं क्योंकि यह कैपिटल ABCD पैरामीटर के विपरीत है जिसकी हमने अब तक चर्चा की है जहां हम के संबंध को के संबंध में स्थापित करते हैं इस मामले में संबंध के संबंध में होगा तो यहां डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है तो हम कैसे लिखेंगे वैकल्पिक रूप से मैट्रिक्स रूप में आप इसे लिख सकते हैं तो हम इस abcd मैट्रिक्स को छोटे t के साथ दर्शाते हैं तो हम इसे इनवर्स ट्रांसमिशन या छोटे t पैरामीटर के रूप में कहते हैं अब आप वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे आप वही मापदंड लागू करेंगे जो हमने ट्रांसमिशन पैरामीटर के मामले में किया था यहां पैरामीटर की वैल्यू की मूल्यांकन अब सेट करके किया जा सकता है जिसका मतलब है ओपन पोर्ट है इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है और का मतलब है कि इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है आप पैरामीटर की वैल्यू को कैसे पाएंगे तो जब आप सेट करते हैं तो आप तब हम सेट करेंगे पाने के लिए तो आप क्या लिख सकते हैं a ओपन सर्किट वोल्टेज अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है b क्या है b ऋणात्मक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेन्स है क्योंकि यह मूल रूप से V और I के बीच संबंध अनुपात है तो यह नकारात्मक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेन्स है c ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस है क्योंकि यह अनुपात है और फिर d ऋणात्मक शॉर्ट सर्किट है करंट अनुपात जो के बीच के अनुपात का संबंध है तो इन छोटे abcd पैरामीटर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में भी किया जा सकता है विशेष रूप से पावर सिस्टम के कारण क्योंकि यहाँ हमें आउटपुट वेरिएबल का प्रभाव भी मिलता है जो के इनपुट वेरिएबल पर है तो यहां हम कहेंगे कि यदि है तो सर्किट पुनः रेसिप्रोकाल है अब हमें इन पैरामीटर को समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें आइए देखते हैं कि चित्र में दिए गए अनुसार एक सर्किट है हमारे पास दो रेजिस्टेंस और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं और हमें इस विशेष सर्किट के लिए ट्रांसमिशन पैरामीटर का पता लगाने की आवश्यकता है तो हम समीकरणों का उपयोग करेंगे और हम पहला वोल्टेज आउटपुट पोर्ट सेट करेंगे सर्किट पैरामीटर का पता लगाने के लिए ओपन सर्किट और फिर शॉर्ट सर्किट के रूप में तो अब पहले मामले में हम क्या कर रहे हैं हम आउटपुट पोर्ट खोल रहे हैं और इनपुट पोर्ट हमारे पास एक वोल्टेज जुड़ा हुआ है जो है और जब हमारे पास यह विशेष शर्त होती है तो हम इन वैल्यू को ABCD समीकरण में रखते हैं जो कि समीकरण हैं इस आंकड़े से तो और हमें इनपुट के संबंध में मिला है तो आप ABCD पैरामीटर के समीकरणों की मदद से अब क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि अब आगे हमने A और C का मान पाया है इसके बाद हमें B और D का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है हमें आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करना होगा और इनपुट पोर्ट में वोल्टेज लगाना होगा और समीकरणों को हल करना होगा यदि आप सर्किट को देखते हैं तो आप इस नोड पर किरचॉफ करंट लॉ लागू कर सकते हैं मान लें कि इस नोड पर वोल्टेज है और हम इस नोड पर किरचॉफ करंट लॉ लागू करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं हम का मान लिख सकते हैं और करंट अंदर जा रहा है तो हम करंट को पॉजिटिव या करंट को बाहर ले जा रहे हैं तो केसीएल लागू करने पर अब यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं है बल्कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर है क्योंकि यह वह वोल्टेज है जो 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है और जो वोल्टेज 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है वह के अलावा और कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं और इस सेक्शन से हम पहले ही देख चुके हैं कि तो हमारे हाथ में ये दो जानकारी हैं तो अब हम और का मान कह सकते हैं KCL में उपरोक्त मानों को प्रतिस्थापित करना तो तो आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को एक एक करके डालने की तकनीक का उपयोग करके आप आसानी से ABCD पैरामीटर की वैल्यू का पता लगा सकते हैं अब एक और उदाहरण देखते हैं कि ट्रांसमिशन पैरामीटर कहाँ दिए गए हैं तो यहां आप मैट्रिक्स के रूप में ट्रांसमिशन पैरामीटर को देखते हैं आउटपुट पोर्ट अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए एक वेरिएबल लोड से जुड़ा होता है अब हमें क्या करना चाहिए हमें की वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है जिस पर अधिकतम पावर ट्रांसफर होगा और हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि अधिकतम पावर का ट्रांसफर कैसे होगा तो हम क्या करेंगे हम उसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे जिस पर हमने चर्चा की थी हम सबसे पहले सम्बन्ध का पता लगाने के लिए आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट और फिर शॉर्ट सर्किट डालेंगे और जब आपको अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए की वैल्यू का पता लगाना होगा तो इसका उद्देश्य होगा सर्किट के समतुल्य थेवेनिन का पता लगाएं जिसे के लिए छोड़ दिया गया है इस सेक्शन को थेवेनिन समकक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए हम ABCD पैरामीटर का उपयोग करेंगे और और की वैल्यू का पता लगाएंगे ताकि हम स्थानांतरित होने वाली अधिकतम पावर की वैल्यू का पता लगा सकें अब पहले हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें थेविनिन इम्पीडेन्स और थेविनिन वोल्टेज का निर्धारण करना चाहिए पहले हमें थेविनिन इम्पीडेन्स की वैल्यू ज्ञात करना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा थेविनिन इम्पीडेन्स की वैल्यू का पता लगाने के लिए हमें सभी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने की आवश्यकता है तो आप इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर के मान का पता लगाने के लिए हम आउटपुट पोर्ट पर एक वोल्टेज लागू करेंगे ताकि हम के मान को पा सकें तो जब आपको और की वैल्यू मिल जाए तो आप केवल का मान ज्ञात कर सकते हैं तो यह सम्बन्ध और हम ABCD पैरामीटर की मदद से प्राप्त करेंगे तो यदि आप A B C और D का मान रखते हैं तो आप बस लिख सकते हैं इनपुट पोर्ट पर इस संबंध को पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हुए हम प्राप्त करते हैं उपरोक्त मान को ABCD पैरामीटर के दूसरे समीकरण पर लागू करते हुए हम प्राप्त करते हैं अब अगला कार्य हमें की वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है तो की वैल्यू का पता लगाने के लिए करंट का मान क्योंकि यह पोर्ट ओपन होगा और इनपुट पोर्ट का मान होगा अब हम इसे ABCD पैरामीटर समीकरणों पर लागू करते हैं ताकि हम क्या लिख सकें हम लिख सकते है इस प्रकार अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए अधिकतम पावर ट्रांसफर तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं जिसमें हम ट्रांसमिशन पैरामीटर और इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर के बारे में चर्चा कर सकते हैं अगले व्याख्यान में हम विभिन्न टू पोर्ट नेटवर्क के परस्पर संबंध के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी हमने पिछले 4 सत्रों में चर्चा की है धन्यवाद